इसलिए हमारे पास इंजीनियर्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन पर वीडियो कोर्स है इस पाठ्यक्रम में आपने अवकल समीकरणों साधारण अवकल समीकरणों और आंशिक अवकल समीकरणों को हल करना सीखा हमने अवकल समीकरणों की परिभाषा के साथ शुरुआत की और हमने पहले क्रम के साधारण अंतर समीकरणों पर विचार किया जो रैखिक या गैर रेखीय हो सकते हैं और हमने समीकरणों के कुछ रूप प्रदान किए हैं पहले क्रम के समीकरण सभी समीकरण जो कुछ समीकरण हैं जिन्हें विश्लेषणात्मक रूप से हल किया जा सकता है इसलिए हमने उन प्रकार के प्रथम क्रम समीकरणों को हल करने की विधियाँ दी हैं और फिर हमने दूसरे क्रम के समीकरणों को देखा उस मामले के लिए किसी भी क्रम के दूसरे क्रम के समीकरण किसी भी n वें क्रम के अंतर समीकरण को आप पहले क्रम के साधारण अंतर समीकरण में बदल सकते हैं लेकिन वेक्टर मान फ़ंक्शन के लिए एक समीकरण के रूप में इसका मतलब है कि आपके पास प्रथम क्रम युग्मित समीकरणों की एक प्रणाली है आपके पास युग्मित समीकरणों की प्रणाली है अर्थात यह कोई भी nवें क्रम समीकरण बन जाता है और इसलिए यह सामान्य nth ऑर्डर समीकरण है लेकिन यदि आप रैखिक nth ऑर्डर समीकरण या द्वितीय क्रम समीकरण पर विचार करते हैं जो वास्तव में है तो एक रैखिक समीकरण में कुछ गुण होते हैं तो महत्वपूर्ण गुणों में से एक यह है कि यदि आपको एक समाधान दिया जाता है और यह हमेशा महत्वपूर्ण गुणों में से एक है कि इसमें केवल 2 रैखिक रूप से स्वतंत्र समाधान होने चाहिए तो एक बार जब आप 2 रैखिक रूप से स्वतंत्र समाधान प्राप्त कर लेते हैं तो आप एक रैखिक संयोजन बना सकते हैं और आप इसे 2 मनमानी स्थिरांक के साथ सामान्य समाधान के रूप में लिख सकते हैं इसलिए इस प्रक्रिया में हमने एबल सूत्र Abel's formula तैयार किया हमने एबल सूत्र Abel's formula निकाला और यदि आपको एक ऐसा हल दिया जाए जिससे एबल सूत्र Abel's formula से हम दूसरा हल निकाल सकें और सरल समीकरण रैखिक समीकरण जिन्हें हमने हल किया और जब आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो हमने वास्तव में तैयार किया है हमने पावर सीरीज़ विधि के माध्यम से पाया है हम दोनों रैखिक रूप से स्वतंत्र समाधान ढूंढते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास है या नहीं एकवचन बिंदु या नहीं यदि आपके पास एकवचन बिंदु नहीं हैं तो आप वास्तव में पावर श्रृंखला समाधान के रूप में 2 रैखिक रूप से स्वतंत्र समाधान पा सकते हैं यदि हमारे पास बिंदु के चारों ओर एक विलक्षण बिंदु है या तो इस पक्ष में या उस पक्ष में तो आपके पास समाधान हो सकते हैं 2 रैखिक स्वतंत्र समाधान हो सकते हैं जो कि फ्रोबेनियस विधि द्वारा यूलर कॉची समीकरण से प्रेरित है तो हमारे पास यह आधार था हमारे पास जो भी विधि है यह पावर श्रृंखला विधि और फ्रोबेनियस श्रृंखला विधि इसके आधार पर हमने वास्तव में कुछ भौतिक समीकरणों का उपयोग किया जैसे कि लीजेंड्रे समीकरण Legendre's equation बेसेल समीकरण हम समाधान खोजने के लिए इन विधियों को लागू करते हैं और सीमित समाधान केवल हमने माना और उन्हें लीजेंड्रे बहुपद और बेसेल फंक्शन के रूप में परिभाषित किया ये भौतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यही वह जगह है जहां आप देखते हैं जब भी आप देखते हैं कई भौतिक स्थितियों में इस प्रकार के समीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो आपने वास्तव में आंशिक अंतर समीकरण में देखा है जब आप कुछ आंशिक अंतर समीकरणों के लिए सीमा प्रारंभिक मान समस्या पर विचार करते हैं तो गर्मी समीकरण या तरंग समीकरण आप इस प्रकार के साधारण अवकल समीकरणों से परिचित हो सकते हैं फिर दूसरे क्रम के साधारण अंतर समीकरणों को करने के लिए कुछ के आधार पर हमने कुछ गुण दिए हैं इसलिए गुण को सामान्य रूप में रखा जा रहा है जब आप सामान्य रूप में रखते हैं सममित मैट्रिक्स के अनुरूप यही वह जगह है जहां आपके पास वास्तविक मूल्यों के रूप में एक आईगन वैक्टर हैं और आईगन वैल्यू वास्तविक पूरी तरह से वास्तविक हैं और आप पा सकते हैं आपके पास सभी आईगन वैक्टर हो सकते हैं तो मैट्रिक्स सिद्धांत के अनुरूप हमारे पास कुछ दूसरे क्रम के अंतर समीकरण हैं जो हमेशा होते हैं आप इसे हमेशा सममित रूप में रख सकते हैं ताकि आप हमेशा एक आईगन वैक्टर पा सकें वह पूर्ण ऑर्थोगोनल आईगन वैक्टर बनाता है आईगन यहां कार्य करता है क्योंकि यह मैट्रिस के मामले में केवल सीमित आयाम नहीं है इसलिए अवकल समीकरण का हल है इसलिए समाधान फलनों के स्थान से हो सकते हैं क्योंकि वह अनंत आयाम है तो इस गुणों के आधार पर आपके पास आइगन मूल्य एक आईगन फ़ंक्शन है आप देखते हैं कि स्टर्म लुइविल आप स्टर्म लुइविल सिद्धांत विकसित करते हैं जो अंततः आंशिक अंतर समीकरणों के समाधान खोजने के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए हमने दूसरे क्रम के आंशिक अंतर समीकरणों के साथ शुरुआत की हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं हम हमेशा वर्गीकरण में हम नए चर में अनुवाद करते हैं स्वतंत्र चर के बजाय जो नए चर में बदल गए नए चर यह विशिष्ट रूपों में से एक होगा या तो तरंग समीकरण ऊष्मा समीकरण या लैपलेस समीकरण प्रकार या हाइपरबोलिक परवलयिक या अण्डाकारhyperbolic parabolic or elliptic तो हमारे पास इन ३ प्रकार के समीकरणों में से एक है जिस विशिष्ट समीकरण पर हमने विचार किया है वह है तरंग समीकरण ऊष्मा समीकरण और इस प्रकार के प्रोटोटाइप समीकरण के अनुसार ३ प्रकार के समीकरण तरंग समीकरण ऊष्मा समीकरण और लाप्लास समीकरण हैं और इनमें से प्रत्येक समीकरण के लिए हमने डोमेन स्थानिक डोमेन के आधार पर प्रारंभिक मूल्य समस्याओं और प्रारंभिक सीमा मूल्य समस्याओं पर विचार किया है और समय हमेशा सकारात्मक होता है यह ऊष्मा और तरंग समीकरणों के लिए हुआ क्योंकि आप देखते हैं कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं और लाप्लास समीकरण के लिए यह एक प्रकार का स्थिर स्टेट ऊष्मा समीकरण है जब आप ऊष्मा समीकरण के लिए स्थिर अवस्था तक पहुँचते हैं तो वह है लाप्लास समीकरण तो लाप्लास समीकरण हम केवल सीमा डेटा प्रदान कर सकते हैं और आप समाधान अद्वितीय समाधान केवल कुछ निश्चित डोमेन में पा सकते हैं जो हमने इस पाठ्यक्रम में देखा है और अनुप्रयोगों में भी आप देख सकते हैं कि जिन समस्याओं को हल किया गया है उनमें से कई अनुप्रयोग भौतिक और इंजीनियरिंग विज्ञान हैं जैसे ड्रम समस्या स्ट्रिंग का कंपन ड्रम का कंपन द्वि आयामी तरंग समीकरण और यह भी कि जहां आप हल करते हैं आप हमेशा स्टर्म लुइविल की समस्याओं में से किसी एक प्रकार की समस्या लाते हैं तो आप देखते हैं कि हमने जिन समस्याओं का अध्ययन किया है उनमें से अधिकांश मूल रूप से भौतिक विज्ञान पर हैं इसलिए यह वास्तव में आपके लिए उपयोगी है यदि आप वास्तव में इसमें शामिल हैं यदि आप किसी परियोजना में हैं यदि आप कुछ अंतर समीकरण के साथ काम कर रहे हैं कुछ मॉडल के साथ काम करना इसलिए आंशिक अंतर समीकरण तो आम तौर पर यदि आपके पास है यदि आपको कोई समस्या आती है यदि मुठभेड़ होती है या यदि आप आंशिक अंतर समीकरण के साथ काम कर रहे हैं तो ठीक है यह 3 प्रकारों में से कोई भी एक हो सकता है तो इसके लिए यदि आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं और इनमें से किसी एक समस्या को कम कर सकते हैं तो आप अपने काम में इन विधियों का उपयोग कर सकते हैं अन्यथा क्या यदि आप वास्तव में चाहते हैं तो इस पाठ्यक्रम के आगे आप हमेशा कुछ समीकरणों गैर रेखीय समीकरणों गैर रेखीय आंशिक अंतर समीकरणों को देख सकते हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं मुख्य बात यह है कि आपको न केवल विधियों और समाधानों को समझना होगा बल्कि इन विधियों की विशेषताओं इन समीकरणों को भी देखना होगा उनके कुछ विशेषताएं होती हैं प्रत्येक समीकरण दूसरे से भिन्न होता है तो यदि आप तरंग समीकरण से शुरू करते हैं तो हम उस गति को देख सकते हैं आपके पास प्रसार की गति है इसका मतलब है कि आपके पास एक विशेषता चर है आपके पास η और ξ 2 नए चर हैं उनके पास वास्तव में x ct और xct हैं तो उनके पास ये विशेषता समीकरण हैं इसलिए वे प्रचार करते हैं इसकी प्रसार की एक सीमित गति है जैसा कि आप तरंग समीकरण के लिए देख सकते हैं लेकिन परवलयिक समीकरण के लिए ऐसा नहीं है तो आपके पास ut और uxxकहाँ है और जब भी आपके पास यह है तो आपके पास यहां विशेषताएं नहीं हैं लेकिन आपके पास प्रसार की अनंत गति है यहां जो कुछ भी होता है वह अनंत काल में होता है यदि प्रारंभिक डोमेन में यह एक असंततता है तो यह कुछ ही समय में सुचारू हो जाता है तो परिमित समय के बाद जो कुछ भी आप प्रारंभिक डेटा को एक असंतत चीज़ के रूप में देते हैं असंतत प्रारंभिक डेटा सुचारू और बाहर हो जाएगा इसका मतलब है कि यह अलग अलग होगा लेकिन तरंग समीकरण के लिए ऐसा नहीं है यदि आप देते हैं कि प्रारंभिक डेटा में किसी प्रकार की असंतोष है मान लीजिए कि आप ux0f देते हैं तो f एक टुकड़ावार निरंतर फंक्शन है उदाहरण के लिए तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यह असंततता प्रसार की गति से फैलती जाएगी तो यह c है यह हमारा हाइपरबॉलिक समीकरण व्यवहार करता है तो ये पैराबोलिक समीकरण ऊष्मा समीकरणों की तरह व्यवहार करते हैं यह वास्तव में ऊष्मा समीकरण में है जिसे आप विसरित समीकरण कहते हैं और हमने लाप्लास समीकरण देखा है इसलिए यह एक विशिष्ट अण्डाकार समीकरण है जब आप देखते हैं कि सीमा डेटा केवल एक स्थिर स्टेट ऊष्मा समीकरण के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए तो जब आप ऊष्मा समीकरण में स्थिर अवस्था प्राप्त करते हैं तो ठीक यही लाप्लास समीकरण है जिसे हमने इस विधि द्वारा हल किया है आपका सामना हो सकता है यदि आपने इनमें से किसी भी समीकरण का सामना किया है तो ये विधियाँ उपयोगी हो सकती हैं मेरा सुझाव है कि आप इन समीकरणों पर आगे अध्ययन करने के लिए अन्य पुस्तकों उन्नत पुस्तकों को देखें और यह भी कि आप किताबों में देख सकते हैं आंशिक अंतर समीकरण पुस्तक गैर रेखीय समीकरणों पर इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद